इस मामले पर विचार करें जहां सेल PV सेल 1 और PV सेल 2 की विशेषताएं यहां दिखाएं अनुसार है वे असमान विशेषताएं हैं हालांकि VOC बिंदु समान है इस प्रकार के सेल्स को समांतर करने से परिणामी I V विशेषता की प्रकृति में भी समान रूप से वृद्धि होगी जैसा कि हमने देखा कि समान सेल को समानांतर करने से होता हैं यदि आप उस मामले पर विचार करते हैं जब लोड R0 शॉर्ट सर्किट होता है तो लोड लाइन ऊर्ध्वाधर अक्ष x अक्ष होती है ऑपरेटिंग बिंदु ISC1 और ISC2 इन दो धाराओं के योग के अलावा कुछ नहीं है तो ISC ISC1 और ISC2 बन जाता है अन्य ऑपरेटिंग बिंदु निसंदेह VOC है ये समानांतर होने से VOC1 VOC2 VOC है लोड को बदलकर अन्य परिमित वैल्यू के प्रतिरोध रखकर किसी भी अन्य ऑपरेटिंग बिंदु को प्राप्त किया जा सकता है और लोड लाइन और पैनल में विकसित वोल्टेज इस ऑपरेटिंग बिंदु को परिभाषित करेंगे तो i1 i2 इस की ऊंचाई होगी और लोड पर विकसित वोल्टेज यह VT होगा और इसी तरह यदि आप इस लोड लाइन को स्वीप करते हैं तो आप संयुक्त प्रणाली के इस समय के साथ असमान विशेषता वाले लेकिन समान VOC बिंदु वाले I V कर्व प्राप्त करेंगे तो आप देखते हैं कि यह समानांतर में समान सेल की I V विशेषता के समान हो रहा है अब हम उन सेल पर विचार करते हैं जो पूरी तरह से असमान हैं दोनों शॉर्ट सर्किट बिंदु और VOC बिंदु दोनों सेल के लिए अलग अलग हैं और आइए हम देखते हैं कि असमान समानांतर सेल में सेल की समग्र विशेषताओं I V विशेषताओं को कैसे प्राप्त किया जाए ISC1 और ISC2 दो सेल के लिए शॉर्ट सर्किट पैरामीटर हैं और VOC1 और VOC2 क्रमशः उन दो सेल के ओपन सर्किट वोल्टेज पैरामीटर हैं अब ऐसी स्थिति पर विचार करें जहां R0 0 है अर्थात् समानांतर संयोजन सिस्टम के बाहरी टर्मिनलों को शॉर्ट सर्किट किया गया है लोड लाइन ऊर्ध्वाधर है और हम परिणामी I V विशेषता का एक ऑपरेटिंग बिंदु प्राप्त कर सकते हैं जो इन दोनों मानो का योग होगा जो ISC1 ISC2 है अब हम कुछ प्रतिरोध R0 को लगाते हैं लोड लाइन इस तरह है इसका एक परिमित प्रतिरोध मान है और इसलिए एक परिमित स्लोप है अब इस ऑपरेटिंग बिंदु को प्राप्त करना जो अच्छी तरह से ज्ञात है और हमने इसे अन्य मामले में देखा भी है हमारे पास संगत करंट हैं और यह बिंदु i1 i2 है यह करंट का मान है और VT वोल्टेज का मान है जो समानांतर सेल संयोजन पर आ रहा है अब R0 को बढ़ाकर VT इस प्रकार बढ़ाते हैं कि VT का मान VOC2 के मान के बराबर हो जाए हैं अर्थात PV सेल 2 के ओपन सर्किट वोल्टेज के मान के बराबरऔर यह इस ऊर्ध्वाधर रेखा से प्रदर्शित होता है तो मैंने यह वर्टिकल लाइन खींची है जो ठीक VOC2 से गुजर रही है आप देखेंगे कि सेल 2 का ऑपरेटिंग बिंदु यहाँ है जैसा कि तीर द्वारा इंगित किया गया है करंट i2 इस बिंदु पर 0 है और सेल द्वारा संपूर्ण लोड करंट दिया जाता है इसलिए यह बिंदु PV सेल 1 का ऑपरेटिंग बिंदु होगा और यह परिणामी सेल का भी ऑपरेटिंग बिंदु होगा अब लोड लाइन को स्थानांतरित करते है हमें संयुक्त समानांतर सिस्टम के लिए एक और ऑपरेटिंग बिंदु प्राप्त होगा जैसा कि यहां दिखाया गया है अब इस ऑपरेटिंग बिंदु पर आप देखेंगे कि VT टर्मिनल वोल्टेज बिलकुल VOC2 के बराबर है जो सेल 2 का ओपन सर्किट वोल्टेज है और इस ऑपरेटिंग पॉइंट पर सेल 2 का करंट योगदान 0 है यह करंट 0 होगा इसलिए i पूरी तरह से i1 के बराबर होगा जो लोड के माध्यम से प्रवाहित होने वाला करंट भी होगा ध्यान दें कि यह ऑपरेटिंग बिंदु PV सेल 1 के I V विशेषता पर पड़ता है ऐसा इसलिए है क्योंकि i2 0 है और सेल 2 का कोई योगदान नहीं है आइए हम लोड लाइन को क्षैतिज अक्ष के और नीचे की तरफ स्थानांतरित करें उस स्थिति में R0 अनंत है जिसका अर्थ है कि टर्मिनल ओपन सर्किट है उस स्थिति में VT संयुक्त समानांतर सिस्टम के ओपन सर्किट वोल्टेज को प्रदर्शित करता है मैंने यहां इस बिंदु से गुजरने वाली एक रेखा खींची है और तीर द्वारा इंगित किया गया यह बिंदु संयुक्त सिस्टम का ओपन सर्किट वोल्टेज है और यह लाइन बस एक मार्कर है और यह ओपन सर्किट वोल्टेज VOC1 और VOC2 के बीच में है यह ऐसा क्यों होना चाहिए इसका उत्तर देने के लिए पहले हम PV सेल 2 की I V विशेषता को नीचे की ओर बढ़ाते हैं ताकि वह इस रेखा को काटे अब आप देखते हैं कि PV सेल 2 की I V विशेषता 4th चतुर्थांश में है यह 4th चतुर्थांश है और यह एक सिंक चतुर्थांश है न कि सोर्स चतुर्थांश याद रखें कि केवल पहला चतुर्थांश एक सोर्स चतुर्थांश है तो अब यह इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है और हमारे पास यहां दो मार्कर बिंदु हैं यह छोटा मार्कर यहां इंगित करता है कि PV सेल 2 उस ऑपरेटिंग बिंदु पर काम करेगा और PV सेल 1 इस ऑपरेटिंग बिंदु पर काम करेगा यह करंट यहां लाल रंग में इंगित करता है और यहां एक हरे रंग की रेखा से संकेत इंगित करता है जो एक दूसरे से बिल्कुल मेल खाएगा तो मुझे इसे ज़ूम करने दें ताकि आपको एक बेहतर दृश्य मिल सके यहाँ यह ऊँचाई करंट i1 है और यहाँ यह ऊँचाई करंट i2 है i1 और i2 एक दूसरे के समान हैं और एक दूसरे को रद्द करेंगे ध्यान दें कि i1 अभी भी पहले धनात्मक चतुर्थांश में है i2 4th ऋणात्मक चतुर्थांश में है और इसलिए i1 और i2 का अंतर बिल्कुल 0 होगा और वह 0 यह बिंदु होगा जो कि संयुक्त सिस्टम का ओपन सर्किट वोल्टेज बिंदु है ओपन सर्किट बिंदु उपलब्ध होने से हम समानांतर सिस्टम की समग्र I V विशेषताओं को प्राप्त करने के लिए पूरी विशेषता को खींच सकते हैं तो यह ओपन सर्किट ऑपरेटिंग पॉइंट होगा और यह VOCवोल्टेज स्तर होगा जो VOC1 और VOC2 के बीच होता है इस ऑपरेटिंग बिंदु पर PV सेल 2 4th चतुर्थांश में कार्य कर रहा है यह सिंक की तरह कार्य कर रहा है पीवी सेल 1 हमेशा पहले चतुर्थांश में रहेगा और सोर्स की तरह कार्य करेगा